हमारे पहले सत्रों में हमने सीवीपी बीईपी विश्लेषण विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के परिदृश्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने देखा है कि इसका उपयोग लाभ योजना के लिए कैसे किया जा सकता है हमने उत्पाद मिश्रण मुख्य कारको पर आधारित निर्णय लेने और ऐसी ही बातें देखी है अब हम कुछ और अवधारणाओं के बारे में जानें और उन पर चर्चा करें और फिर हम फिर से आगे के मामलों पर लौटते हैं इसलिए अब हम निर्णय लेने में प्रासंगिक लागत के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए हम प्रासंगिक बनाम डूब लागत बनाने अथवा खरीदने का निर्णय शटडाउन निर्णय संयुक्त उत्पाद संयुक्त उत्पाद लागत का आवंटन आदि के बीच अंतर देखेंगे अब एक प्रासंगिक लागत क्या है अब जब निर्णय लेने की बात आती है तो एक प्रबंधक के लिए प्रासंगिक लागत की पहचान करने में सक्षम होना बहुत महत्वपूर्ण है वित्तीय लेखांकन में हम ऐतिहासिक लागत को देखते हैं लेकिन यहां प्रासंगिक लागत एक ऐतिहासिक लागत नहीं है बल्कि यह भविष्य की लागत है जो किसी विशेष निर्णय के लिए विभिन्न आदानों और गतिविधियों से जुड़ी है इसलिए प्रासंगिक लागत उस निर्णय पर निर्भर करती है जिसे हम लेना चाहते हैं क्योंकि निर्णय के अनुसार कौन सी लागत प्रासंगिक है इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है अब यह अपेक्षित भविष्य की लागत है जो वैकल्पिक पाठ्यक्रम के साथ है आम तौर पर परिवर्तनीय लागतें प्रासंगिक होती हैं और निश्चित लागतें प्रासंगिक नहीं होती हैं बेशक मैंने सामान्य रूप से कहा है या आमतौर पर यह हर बार नहीं हो सकता है अब हम एक निर्णय बनाने अथवा खरीदने या विशेष मूल्य निर्धारण का निर्णय लेते हैं बनाने या खरीदने के परिदृश्य में क्या लागत प्रासंगिक होगी मान लीजिए कि हम इसे खुद उत्पादित कर रहे हैं तो निश्चित लागत वैसे भी नहीं बदलने वाली है इसलिए निर्माण बनाम खरीद लागत की परिवर्तनीय लागत मायने रखती है यदि परिवहन लागत में कोई बदलाव होता है तो हम खरीद लागत में परिवहन लागत जोड़ देंगे इसलिए हम खरीदने की परिवर्तनीय लागत की तुलना बनाने की परिवर्तनीय लागत से करते हैं इसमें निश्चित लागत शामिल नहीं करते हैं क्योंकि यह एक अल्पकालिक निर्णय है और इसमे बनाने या खरीदने से बदलाव नहीं होने वाला है इसलिए बनाने अथवा खरीदने के परिदृश्य में निर्माण की चर लागत एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक लागत है इसी तरह विशेष मूल्य निर्धारण के संदर्भ में विशेष मूल्य से हमारा क्या अर्थ है कि अगर यह मूल्य निर्धारण हमारे सामान्य बाजार मूल्यों को परेशान करने वाला नहीं है या यह हमारे सामान्य ग्राहकों को प्रभावित नहीं करने वाला है तो हम बहुत कम कीमतों पर बेच सकते हैं हम बस हमारी परिवर्तनीय लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त कीमत पर बेच सकते हैं यदि आपको याद है कि हमने सरकारी अनुबंध के मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा की थी जो सामान्य बाजार को प्रभावित नहीं करता था इसलिए उसमें परिवर्तनीय लागत 72 थी सामान्य विक्रय मूल्य 152 के आसपास था हमने बेच दिया था उन्होंने इसे केवल 92 पर बेचने का निर्णय लिया था इसलिए हम परिवर्तनशील लागत को कवर कर सकते हैं किसी भी वृद्धिशील निश्चित लागत को कुल निश्चित लागत को नहीं बस वृद्धिशील निर्धारित लागत और थोड़े से लाभ को शायद इस प्रकार से एक विशेष मूल्य निर्धारण किया जा सकता है और हमारे लिए प्रासंगिक लागत की पहचान करना और संबंधित लागत का ही शुल्क लगाना बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि एक सामान्य नियम के रूप में हम कहते हैं कि परिवर्तनीय लागत ज्यादातर प्रासंगिक हैं और निश्चित लागतें नहीं हैं ऐसा नहीं है कि यह हमेशा सच है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिवर्तनीय लागत प्रासंगिक हो उसी प्रकार से हर निश्चित लागत अप्रासंगिक नहीं हो सकती है फिर से यदि आपको सरकारी अनुबंध का वह पहला मामला याद हो तो उसकी उत्पादन की निश्चित लागत में कुछ वृद्धि होने वाली थी तो निश्चित लागत के उस वृद्धिशील हिस्से को प्रासंगिक माना गया था मान लीजिए कि आप सामान्य रूप से बनाने अथवा खरीदने का निर्णय ले रहे हैं तो हमने चर्चा की थी कि निर्माण की परिवर्तनीय लागत प्रासंगिक है बनाम खरीद की परिवर्तनीय लागत लेकिन मान लीजिए कि कुछ कच्चे माल हमारे पास बेकार पड़े हुए हैं और उनकी समय सीमा समाप्त होने के करीब हैं और उन्हें फेंक दिया जाएगा अगर हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो तो ऐसे परिदृश्य में कच्चा माल जो बेकार पड़ा हुआ है हम उस कच्चे माल की लागत को प्रासंगिक लागत के तौर पर नहीं समझ सकते हैं क्योंकि किसी भी तरीके से यह बर्बाद हो रहा है इसलिए इसे निर्माण की परिवर्तनीय लागत में शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्या आप समझ रहे हैं अब दिन प्रतिदिन का एक और उदाहरण देखिए ना कि व्यवसायिक प्रकार का उदाहरण हम कहते हैं कि गर्मियों में पानी की आपूर्ति कम मात्रा में होती है लोग पानी खरीदने के लिए भुगतान करते हैं पानी की लागत काफी बढ़ जाती है यदि मौसम में बदलाव होता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश के माध्यम से बहुत सारा पानी आ जाता है तो शायद पानी की लागत 0 हो जाएगी हालांकि यह एक परिवर्तनीय लागत है परंतु अब यह अप्रासंगिक है क्योंकि अब हमें निश्चित रूप से इसके लिए भुगतान नहीं करना है निश्चित तौर पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पानी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन लागत के दृष्टिकोण से जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उपलब्धता के आधार पर एवं निर्णयानुसार रणनीति में बदलाव के आधार पर हमें क्या प्रासंगिक और क्या अप्रासंगिक लागत है इसके बारे में विशेष रुप से समझना चाहिए अब प्रासंगिक लागतें लागत के उन तत्वों के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं जो निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए परियोजना X की निर्धारित लागत 500000 है और वैकल्पिक परियोजना के लिए यह 700000 है अब चूंकि 2 परियोजनाएं निश्चित लागतों में बदलाव को शामिल कर रही हैं हम इस मामले में यह नहीं कह सकते हैं कि निश्चित लागत अप्रासंगिक है कम से कम परिवर्तन की सीमा तक निश्चित लागत पर एक प्रासंगिक लागत के रूप में विचार किया जाएगा अब अन्य प्रकार की लागत को डूब लागत के रूप में कहा जाता है अब उन सभी लागतों को जो प्रासंगिक नहीं हैं डूब के रूप में कहा जाता है वे पहले से ही खर्च की गई हैं या वे अतीत में प्रतिबद्ध की गई हैं और उन्हें निर्णय द्वारा नहीं बदला जा सकता है इसलिए फिर निर्णय लेने में उन लागतों पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है ऐसी लागतो को डूब लागत कहा जाता है उदाहरण के लिए उत्पाद के लिए अनुसंधान की लागत जब हम उस उत्पाद को लॉन्च करने अथवा लॉन्च नहीं करने पर निर्णय ले रहे हैं तो शोध का कारण अप्रासंगिक हो जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि अनुसंधान महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन चलो हम कहते हैं कि हम पहले ही शोध पर 1 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं उत्पाद अब तैयार है तकनीकी रूप से मजबूत है लेकिन हमें आर्थिक और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से एक निर्णय लेना है कि हमें उत्पाद को उतारना चाहिए अथवा नहीं अब यदि उत्पाद की 2 करोड़ होने की बिक्री होने की संभावना है और निर्माण की लागत 15 करोड़ है तो क्या उत्पाद लॉन्च किया जाना चाहिए अब यदि आप कुल लागत से जाते हैं तो आपको लगेगा कि बिक्री 2 लाख 2 करोड़ है निर्माण की लागत 15 और अनुसंधान की लागत 1 है इसका मतलब है कि लागत 25 बनाम 2 की बिक्री है इसलिए उत्तर उत्पाद को लॉन्च न करने के लिए हो सकता है लेकिन वास्तव में यह एक सही निर्णय नहीं है क्योंकि अनुसंधान की लागत पहले ही पूरी तरह से खर्च की जा चुकी है और यह अब उस लागत को कम करने का कोई तरीका नहीं है अब यह समझ में आता है कि उस लागत को अनदेखा करें और बस संचालन की लागत या निर्माण की लागत को देखें जो 15 है और राजस्व 2 है इसलिए उत्पाद लॉन्च करके हम 05 करोड़ का सकारात्मक योगदान दे पाएंगे हालांकि 1 करोड़ की कुल अनुसंधान लागत को देखते हुए हम अभी भी नुकसान में होंगे लेकिन उत्पाद को लॉन्च नहीं करने से 1 करोड़ का नुकसान होगा जो हमारी शोध लागत है उत्पाद को लॉन्च करना और कम से कम 50 लाख की वसूली करने बेहतर निर्णय होगा क्या आप मुझे समझ रहे हैं इसलिए यह आवश्यक है कि हम डूब लागत की पहचान करें और निर्णय लेने के लिए उनकी उपेक्षा करें अब डूब लागत पहले ही खर्च की चुकी है और वे वापस नहीं हो सकती हैं और इसीलिए वे निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं वे भविष्य की किसी भी लागत को प्रभावित नहीं करती हैं एक और उदाहरण विज्ञापन पर खर्च करना है अब जब उत्पाद को लॉन्च किया जाता है तो विज्ञापन पर बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं उस पैसे को वापस नहीं किया जा सकता है हमने इसे इस उम्मीद के साथ खर्च किया था कि यह उत्पाद की मांग में सुधार करेगा यदि भविष्य में उत्पाद की मांग में वृद्धि नहीं हुई है या चाहे वह किसी भी तरह से बड़ी है विज्ञापन की लागत जो एक बार खर्च कर दी जाती है वह डूब लागत बन जाती है ठीक है जब हम विज्ञापन के लिए जाने या ना जाने का निर्णय ले रहे हैं यह उस समय प्रासंगिक है लेकिन एक बार जब हमने निर्णय ले लिया है और एक बार जब हमने लागत लगा दी है तो बाद में उत्पाद की लाभप्रदता की गणना के लिए विज्ञापन लागत डूब लागत बन जाती है क्या आप समझ रहे हैं इसलिए परिदृश्य के अनुसार हमारे लिए प्रासंगिक लागतों और डूब लागतों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है एक और उदाहरण देते हुए मान लीजिए कि आप पोर्टफोलियो प्रबंधन कर रहे हैं या आप शेयरों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं और आपने 1000 के लिए एक विशेष शेयर खरीदा है बाद में शेयर की कीमत नीचे आ जाती है मान लीजिए 800 क्या आपको खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए आप महसूस कर सकते हैं कि चूंकि खरीद लागत 1000 है और वर्तमान मूल्य 800 है आपको 200 का नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए ना बेचना ही बेहतर है लेकिन अगर भविष्य में कीमत 700 होने की संभावना है तो इसे बेचना वास्तव में सही प्रतीत होता है क्योंकि मौजूदा नुकसान 200 हैं वह 300 तक बढ़ने जा रहा हैं इसलिए 800 पर ही बाहर आना बेहतर है और कीमतें 700 तक नीचे जाने तक इंतजार न करें वास्तव में 1000 की खरीद लागत अब अप्रासंगिक है 800 की वर्तमान कीमत ही प्रासंगिक है और भविष्य में होने वाली कीमत क्या है बेचने अथवा ना बेचने या खरीदने अथवा ना खरीदने का आपका निर्णय भविष्य की लागतो अथवा भविष्य के मूल्य पर आधारित होता है ना कि भूतकाल की लागत पर अब एक या दो और परिदृश्य देखते हैं जो खरीदने अथवा बनाने से संबंधित हैं अब बनाना या खरीदना अक्सर एक सुनियोजित विकल्प होता है किसी विशेष उत्पाद को आंतरिक रूप से बनाया जा सकता है या हम इसे बाहरी आपूर्तिकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं अब दो कारक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्या अधिशेष क्षमता उपलब्ध है यदि हमारे पास पहले से ही पर्याप्त क्षमता है तो कुल लागत पर विचार करने के बजाय हम सिर्फ विनिर्माण की सीमांत लागत पर ध्यान देंगे बनाम आपूर्तिकर्ता की लागत पर अब विश्लेषण के तत्वों में कुछ अन्य कारक शामिल हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए जैसे कि वृद्धिशील इन्वेंट्री की लागत यह कि स्वयं बनाने पर आपको अधिक इन्वेंट्री रखनी होती है या चाहे जब आप इसे बाहर से प्राप्त करते हैं तो आपको अधिक इन्वेंट्री रखनी होती है यदि आपूर्ति बाहर से नियमित नहीं होती है तो आपको इसे थोक मात्रा में खरीदना पड़ सकता है तब यह एक आवश्यक कारक बन जाता है फिर प्रत्यक्ष श्रम लागत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष लागत है यह प्रकृति में परिवर्तनशील है फिर अगर कोई वृद्धिशील कारखाना ओवरहेड्स है फिर वितरित खरीद सामग्री लागत के बारे में क्या सोचते है क्या इसके लिए किसी परिवहन लागत की आवश्यकता है खरीदने अथवा बनाने का निर्णय लेने के लिए इन सब पर विचार किया जाएगा कुछ और कारक जैसे वृद्धिशील प्रबंधकीय लागत किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई विशेष रूप से गुणवत्ता विचार की वजह से वृद्धिशील क्रय लागत वृद्धिशील पूंजी लागत जैसे कुछ नए उपकरणों के लिए ये सभी कारक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होंगे अब जब निर्णय लेने की बात आती है तो हमें कुछ आपूर्तिकर्ता से एक प्रस्ताव मिला है जिसे हम इसे बाहर से खरीद सकते हैं कृपया लागत पहलुओं पर गौर करें एक तो निश्चित रूप से खरीद मूल्य लेकिन खरीद मूल्य परिवहन प्राप्त करने और निरीक्षण लागत वृद्धिशील क्रय लागत गुणवत्ता या सेवा के मुद्दों के कारण किसी भी अनुवर्ती लागत के अलावा इन कारकों पर विचार किया जाएगा तो हम खरीद से संबंधित लागतों का कुल हिस्सा लेंगे और हम कुल संबंधित लागतों को ले लेंगे और फिर दोनों की तुलना करते हुए इसे खरीदने या लेने का निर्णय लिया जाएगा अब हम शट डाउन को देखते हैं कभी कभी एक अस्थायी शटडाउन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यदि उत्पाद की मांग कम हो जाती है या कच्चे माल अथवा कुछ और निविष्टियों की उपलब्धता का अभाव होता है तो फुल टाइम परिवर्तनीय लागत का भुगतान करने के बजाय अथवा हमारे उत्पादों को बेचने की बजाय उत्पाद का उत्पादन अस्थाई रूप से बंद कर देना उचित हो सकता है विशेष रूप से यदि विक्रय मूल्य परिवर्तनीय लागत से कम है तो इसे बंद करना बेहतर है लेकिन यदि विक्रय मूल्य कम से कम परिवर्तनीय लागत को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है तो उत्पादन जारी रखना सही समझ में आता है जब आप एक विनिर्माण सुविधा को बंद करते हैं तो शायद कुछ अतिरिक्त निश्चित लागतें जैसे सुरक्षा हो सकती हैं इसी तरह कुछ निश्चित लागतों को कम किया जा सकता है जैसे रखरखाव लागत इसलिए हमें उन प्रासंगिक लागतों पर उस सीमा तक विचार करना चाहिए जहां तक वह बदलने जा रही हैं इसलिए यह निर्णय इस बात पर आधारित होना चाहिए कि क्या योगदान सामान्य कोर्स में निश्चित ओवरहेड खर्चों एवं निश्चित ओवरहेड खर्चों जब संयंत्र बंद है के बीच के अंतर से अधिक है आम तौर पर जब संयंत्र बंद हो जाता है तो निश्चित लागत कम हो जाएगी निश्चित लागतों में कुछ बचत होगी संचालित करने में सक्षम योगदान के साथ इसकी तुलना करें दोनों की तुलना के आधार परशटडाउन का निर्णय लिया जा सकता है अब अगला एक नया उत्पाद पेश करना है अब कुछ कारण हैं कि क्यों एक वाणिज्यिक नए उद्यम की शुरुआत करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए एक ग्राहकों की मांग या रुचि है हम यह भी देखेंगे कि क्या कोई नया उत्पाद बनाना शुरू करने के लिए या एक नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए एक स्थायी पर्याप्त मांग है इसलिए किसी भी सफल उद्यम के लिए हम ग्राहक की मांग को देखेंगे और वह निर्णय लेंगे लेकिन साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रासंगिक लागतों को उत्पाद जीवन की अवधि में वसूल हो जाए कभी कभी पहले वर्ष में या पहले महीने में या यहां तक कि डेढ़ साल या 2 साल के समय में भी लागत वसूल करना संभव नहीं हो सकता है लेकिन उत्पाद के पूरे जीवन में हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या यह लागतों को वसूल करने में सक्षम है और क्या यह पर्याप्त अधिशेष देता है तो एक नया उत्पाद लॉन्च करने का यह एक बिंदु होगा अब हम एक और पहलू पर गौर करते हैं जिसे संयुक्त उत्पादों के रूप में जाना जाता है अब जब दो या दो से अधिक उत्पादों का एक साथ उत्पादन किया जा रहा है तो उन्हें संयुक्त उत्पाद कहा जाता है दूसरे शब्दों में इन दो उत्पादों को एक समय तक एक ही प्रक्रिया से बनाया जाता है फिर वे अलग हो जाते हैं और आपके पास दो अलग अलग उत्पाद होते हैं जिन्हें आगे की प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है उदाहरण के लिए कोयला उत्पादन में कोयला एक कच्चा माल बन जाता है और आपको सिर्फ कोयला नहीं मिलता है आपको अन्य उत्पाद भी मिलते हैं उदाहरण के लिए अमोनिया का सल्फेट हल्का तेल इन तीनों को सम्मिलित उत्पादों के रूप में माना जाता है इसी तरह एक रिफाइनरी में कच्चा तेल एक कच्चा माल है आम तौर पर हमें संयुक्त उत्पादों के रूप में पेट्रोल डीजल और गैस मिलते हैं यह देखिए इसका ग्राफ कैसा दिखता है इसलिए कच्चा तेल एक इनपुट है हमें इसे रिफाइनिंग प्रक्रिया से गुजारना होगा जो एक संयुक्त उत्पादन प्रक्रिया है इसलिए इस प्रक्रिया में जो लागतें आती हैं वे संयुक्त लागत में शामिल हो जाती हैं उदाहरण के लिए दो उत्पादों के विभाजन पर यहाँ पेट्रोल और डीजल अलग हो जाते हैं और आपको कुछ अतिरिक्त लागत लगानी पड़ सकती है अलग होने के बाद उन्हें अलग अलग प्रसंस्करण लागत के रूप में कहा जाता है और फिर आप उत्पाद की बिक्री कर पाएंगे अब उप उत्पाद के परिदृश्य भी हैं उप उत्पाद अपेक्षाकृत महत्वहीन या बहुत कम मूल्य का उत्पाद है तो संयुक्त उत्पादों के रूप में निकलने वाला पानी मुख्य उत्पाद हैं और इसके साथ ही हम कुछ उत्पाद जो सिर्फ विकसित होते हैं और अपेक्षाकृत छोटे आर्थिक मूल्य के होते हैं उन्हें एक उप उत्पाद के रूप में माना जाएगा अब जो मूल्य उप उत्पाद से उत्पन्न होता है उसे आम तौर पर मुख्य उत्पाद में जमा किया जाता है उप उत्पाद का उदाहरण कोयला निर्माण के मामले में आप कुछ गैस और टार दे सकता है या लकड़ी मिलों में आप कुछ बुरादा या कपास सफाई प्रक्रिया में कपास के कुछ बीज प्राप्त कर सकते हैं या नारियल के तेल उद्योग आपको कोका के गोले मिलते हैं ये सभी उन उप उत्पादों के उदाहरण हैं जिनके बहुत कम मूल्य होते है इसलिए उन्हें किसी भी लागत के साथ चार्ज नहीं किया जाता है बल्कि उनके बिक्री मूल्य या उनके वसूली योग्य मूल्य को मुख्य उत्पाद में जमा किया जाता है अब कुछ छोटी शब्दावली एक संयुक्त उत्पाद प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं लागत जो एक विभाजन बिंदु तक होती है उसको संयुक्त उत्पाद लागत माना जाता है विभाजनीय बिंदु पर दो उत्पाद अलग होते हैं अब इसमें शामिल लागत मुद्दा यह है कि विभाजनीय बिंदु तक खर्च की गई लागत को ध्यान से अलग करने और दोनों उत्पादों पर चार्ज करने की आवश्यकता है इसके कुछ तरीके हैं जो लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं यदि दोनों उत्पादों का यथोचित समान आर्थिक मूल्य है तो आप भौतिक इकाई विधि के लिए जा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि पेट्रोल और डीजल जिनका समान बिक्री मूल्य है उनकी लागत उत्पादित लीटर की संख्या के आधार पर हो सकती है यदि मूल्य अलग अलग हैं तो आप सापेक्ष बिक्री मूल्य विधि के लिए जा सकते हैं कभी कभी विभाजनीय बिंदु पर आप उनके बाजार मूल्य को जानते हैं तो आप विभाजनीय बिंदु के बाजार या बिक्री मूल्य के लिए जा सकते हैं या कभी कभी यह शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर आधारित होगा अब प्रत्येक विधियों को फिर से समझाया गया है भौतिक इकाई पद्धति में यह कुछ भौतिक माप जैसे कि वजन या लीटर की संख्या के आधार पर और इसी तरह के अन्य मापों पर आधारित आवंटन है इसी तरह यह अन्य तरीकों से किया जा सकता है एक और विधि है जिसे निरंतर सकल मार्जिन विधि के रूप में जाना जाता है जहां यह माना जाता है कि सकल मार्जिन स्थिर है और सकल लाभ को उतने हिस्से से कम करके लागत का अनुमान लगाया जाता है और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के मामले में सबसे पहले हम बिक्री मूल्य पता करते हैं बिक्री मूल्य अलग होने के बाद हम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्राप्त करने के लिए पोस्ट पृथक्करण लागत को घटाते हैं और आवंटन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर आधारित होगा इसलिए मुझे आशा है कि आपको यह समझ आया होगा इसके साथ ही हम यहां रुकेंगे नमस्ते धन्यवाद